नमस्कार और सुरक्षा तंत्र अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमारे पास अभिगम नियंत्रण का एक संक्षिप्त परिचय था और हमने विवेकाधीन अभिगम नियंत्रण नीतियों को देखा और यह कैसे क्षमताओं अभिगम नियंत्रण सूची और प्रारंभिक रूप में लागू किया जा सकता है जो अभिगम नियंत्रण मैट्रिक्स था तो इस व्याख्यान में हम यूनिक्स सुरक्षा तंत्र को देखेंगे जो अनिवार्य रूप से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अभिगम नियंत्रण हासिल करने के लिए विवेकाधीन अभिगम नियंत्रण तकनीक है तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं सब्जेक्टों को उपयोगकर्ताओं और समूहों के रूप में परिभाषित किया गया है और निश्चित रूप से हमारे पास यह विशेष सब्जेक्ट है जो कि सर्वोपरिउपयोगकर्ता या सिस्टम का मूल है उपयोगकर्ता जो प्रक्रियाएं बनाते हैं वे भी सबजेक्ट हैं और निश्चित रूप से वे सभी अनुमतियाँ और विशेषाधिकार को विरासत में प्राप्त करते हैं जो विशेष रूप से उपयोगकर्ता के पास है तो दूसरी ओर ऑब्जेक्ट फ़ाइलों निर्देशिकाओं सॉकेट्स प्रक्रियाओं प्रक्रिया मेमोरी फ़ाइल डिस्क्रिप्टर और अन्य से अलग हो सकता है यूनिक्स के प्रत्येक प्रकार को अभिगम अधिकारों का एक निश्चित सेट परिभाषित करता है जिसे सबजेक्ट विशेष ऑब्जेक्ट पर प्राप्त करता है तो एक यूनिक्स प्रकार से दूसरे के बीच के संबंध में सूक्ष्म बदलाव होंगे तो हम यूनिक्स लॉगिन प्रक्रिया के साथ शुरू करते हैं सिस्टम के लिए लॉगिन प्रक्रिया बूट समय पर शुरू होती है और यह सुपरउपयोगकर्ता विशेषाधिकारों के साथ चलती है तो यह उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड के लिए अनुरोध करता है तो जब उपयोगकर्ता पासवर्ड दर्ज करता है तो एक क्रिप्टोग्राफ़िक एल्गोरिथ्म का उपयोग संगृहीत को पासवर्ड अवक्षेपों के साथ किया जाता है और परिणाम पासवर्ड के हैश के रूप में जाना जाता है अब सभी उपयोगकर्ताओं और उनके संबंधित हैशेड पासवर्ड को एक फ़ाइल में संग्रहीत किया जाता है जिसे etcshadow कहा जाता है तो क्या होता है कि पासवर्ड के लिए जिसे वास्तव में दर्ज किया गया है और hash परिकलित किया गया है यह संबंधित उपयोगकर्ता प्रविष्टि के साथ etcshadow में तुलना की जाती है लॉगिन की अनुमति केवल तभी होती है जब संबंधित फ़ाइल में इसी हैश पासवर्ड के साथ संग्रहीत प्रविष्टि के साथ एक मिलान होता है जिसे उपयोगकर्ता प्रविष्ट करता है तो एक बार लॉगिन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद क्या होगा कि एक अन्य फ़ाइल का अभिगम किया जाता है तो यह फ़ाइल etcpassword फ़ाइल है जो विशेष रूप से LINUX सिस्टम में मौजूद है और इसमें उपयोगकर्ता के बारे में विभिन्न जानकारी है उदाहरण के लिए जिसे uid gid और समूहों के रूप में जाना जाता है तो uid उपयोगकर्ता का पहचानकर्ता है यह एक संख्या है और इसका उपयोग विशिष्ट उपयोगकर्ता समूह की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है gid जो एक समूह का पहचानकर्ता है जो उस समूह की पहचान करता है जिसमें उपयोगकर्ता चाहता है और यह अन्य चीज़ों के साथ साथ etcpassword में उस विशेष home directory के अनुरूप प्रविष्टियां भी है और इसी तरह उपयोगकर्ता पहचानकर्ता या uids पर नज़र डालेंगे प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक अद्वितीय उपयोगकर्ता पहचानकर्ता और एक समूह पहचानकर्ता दिया जाता है एक uid 0 को मूल उपयोगकर्ता आईडी के रूप में माना जाता है अब एक सिस्टम कॉल है जिसे setuid के रूप में जाना जाता है जिसे एक उपयोगकर्ता पहचानकर्ता के रूप में भेजा जाता है निश्चित रूप से सिस्टम कॉल क्या करेगा एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा उपयोगकर्ता की आईडी को निश्चित करेगा तोइसलिए जब यह प्रक्रिया निष्पादित होती है तो इस निर्दिष्ट उपयोगकर्ता आईडी के साथ निष्पादित करेगा अब यदि हम इस पर वापस जाते हैं कि आप क्या देखते हैं कि लॉगिन प्रक्रिया मूल के रूप में निष्पादित होती है और पासवर्ड सत्यापित किया गया है तो यह उस विशेष उपयोगकर्ता के लिए एक शेल बनाएगा तो निश्चित रूप से यह शेल कुछ इस प्रकार बनाया गया है तो आपके पास है हम कहते हैं कि लॉगिन प्रक्रिया और इस लॉगिन प्रक्रिया के भीतर आप पासवर्ड प्राप्त करते हैं और संग्रहीत हैश के साथ पासवर्ड की तुलना करते हैं और यदि यह सच है तो हमारे पास एक प्रक्रिया का भाग है चाइल्ड प्रक्रिया हम क्या करते हैं कि हम उपयोगकर्ता पहचानकर्ता के अनुरूप setuid करते हैं और फिर बैश शेल को निष्पादित करते हैं तो हम यहाँ पर जो देखते हैं वह यह है कि लॉगिन प्रक्रिया सुपरउपयोगकर्ता विशेषाधिकारों के साथ तभी निष्पादित होती है जब यह वास्तव में इसकी तुलना करता है और सफलतापूर्वक उपयोगकर्ता को प्रमाणित करता है यह एक प्रक्रिया को द्विशाखित करता है उस विशेष उपयोगकर्ता के अनुरूप uid को बदल देता है और फिर शेल निष्पादित करता है तो जब शेल निष्पादित होता है तो यह उस विशेष उपयोगकर्ता के uid के साथ निष्पादित होता है अब प्रत्येक प्रोग्राम जो उस विशेष उपयोगकर्ता द्वारा निष्पादित किया जाता है स्वचालित रूप से मूल प्रक्रिया से उपयोगकर्ता id को विरासत में प्राप्त करेगा उन सभी प्रक्रियाओं के लिए जिसे उपयोगकर्ता वास्तव में उस विशेष उपयोगकर्ता के लिए एक यूआईडी निष्पादित करेगा इसी तरह से उस प्रणाली का प्रत्येक उपयोगकर्ता भी एक विशेष समूह के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए एक समूह पहचानकर्ता के साथ जुड़ा हुआ है तो setuid के समान हमारे पास एक setgid भी होता है एक समूह पहचानकर्ता दिया गया है जो समूह id को उस विशेष प्रक्रिया को निश्चित करता है अब हर बार जब हम द्विशाखा बनाते हैं और एक नई प्रक्रिया बनाते हैं जिसे मैं समूह आईडी में बहुत ही समान तरीके से संसाधित करता हूं जैसे यह अपनी मूल प्रक्रिया के uid को विरासत में मिला है इस परिप्रेक्ष्य में दो अन्य महत्वपूर्ण फंक्शन sudo और su हैं sudo और su किसी विशेष उपयोगकर्ता को किसी विशेष फंक्शन के विशेषाधिकारों को समाप्त करने की अनुमति देता है इसलिए एक sudo को सफलतापूर्वक पूरा करने पर यह प्रक्रिया 0 के uid के साथ चलेगी जिसका मतलब होगा यह मूल उपयोगकर्ता के सभी विशेषाधिकारों के साथ चलता है तो जो आपके लिए एक उदाहरण है यदि आप यहां पर id चलाते हैं तो यह मुझे उस विशेष उपयोगकर्ता के लिए सभी id बताता है तो उदाहरण के लिए यहाँ पर आईडी मुझे बताता है कि uid 1000 है मेरा gid 1000 और इसी तरह अब जब मैं sudo id करता हूं तो मुझे जो प्राप्त होता है वह यह है कि uid 0 है gid 0 है और इसी तरह तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या प्राप्त किया गया है कि एक सामान्य उपयोगकर्ता जिसके पास uid 0 है वह एक मूल उपयोगकर्ता के विशेषाधिकार के साथ id कमांड को चलाने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त कर रहा है तो यह आपके लिए सोचने के लिए कुछ है पासवर्ड एक कमांड है जो उपयोगकर्ता द्वारा अपना पासवर्ड बदलने के लिए चलाया जाता है क्योंकि यह एक विशेष उपयोगकर्ता के लिए एक पासवर्ड लिंक है इसे एक उपयोगकर्ता द्वारा चलाया जाना चाहिए और इसलिए sudo अनुमति उस विशेष उपयोगकर्ता के लिए नहीं दिया जाना चाहिए दूसरे शब्दों में पासवर्ड कमांड को एक उपयोगकर्ता द्वारा अपने सामान्य uid के साथ निष्पादित किया जाता है और उस विशेष पासवर्ड के लिए विशेषाधिकार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है एक अन्य बिंदु यह है कि सभी पासवर्ड फ़ाइल etcshadow में कूट रूप में संग्रहीत हैं अब इस फ़ाइल में सभी उपयोगकर्ताओं के सभी पासवर्ड शामिल हैं और इसलिए इसे किसी भी सामान्य उपयोगकर्ता द्वारा अभिगम नहीं किया जाना चाहिए इस प्रकार लिनक्स सिस्टम में यह etcshadow केवल मूल उपयोगकर्ता के स्वामित्व में है अब पासवर्ड कमांड का उपयोग करके एक पासवर्ड को संशोधित करने के लिए इसे उस उपयोगकर्ता के लिए प्रविष्टि के अनुरूप इस etcshadow फ़ाइल को लिखना होगा यहां पर सोचने के लिए सवाल यह है कि यह कैसे हो सकता है पासवर्ड प्रोग्राम जो सामान्य उपयोगकर्ता प्रोग्राम के रूप में चलता है एक फ़ाइल etcshadow को संशोधित करता है जो मूल के स्वामित्व में है अब हम यूनिक्स और लिनक्स प्रणाली में विभिन्न वस्तुओं को देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न अभिगम नियंत्रण नीतियां एक विशिष्ट यूनिक्स प्रणाली में प्रबंधित की जाती हैं तो उदाहरण के लिए एक फ़ाइल अधिकार एक फ़ाइल पर विभिन्न ऑपरेशन बेशक creation read write execute करना है हमारे पास अन्य ऑपरेशन भी हैं जो स्वामित्व से संबंधित हैं अनुमतियों के परिवर्तन और समूह परिवर्तन हैं इसलिए कोई विशेष फ़ाइल के स्वामित्व को chown कमांड द्वारा बदल सकता है हम इसी प्रकार फाइल के लिए अनुमतियों को chmod कमांड से और फाइल के ग्रुप को chgrp कमांड से बदल सकते हैं इसी तरह के संचालन को डायरेक्टरी के लिए भी निर्दिष्ट किया जाता है कोई भी सम्बद्ध कर सकता है या डायरेक्टरी को असम्बद्ध कर सकता है एक डायरेक्टरी के भीतर एक फ़ाइल का नाम बदल सकता है या किसी विशेष डायरेक्टरी को देख सकता है तो यूनिक्स प्रणाली में इसे प्रबंधित करने के लिए एक छोटी सी तालिका होती है जिसे बनाए रखा जाता है जहां हमारे पास पढ़ने लिखने और निष्पादित करने की अनुमति है और इन विभिन्न फ़ाइलों के लिए अभिगम नियंत्रण प्राप्त करने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग किस्में भी हैं हमारे पास एक छोटी सी तालिका है जिसे यूनिक्स प्रणाली द्वारा बनाए रखा गया है जहां हमारे पास उस विशेष ऑब्जेक्ट के तीन अलग अलग प्रकार के उपयोगकर्ताओं पर पढ़ने लिखने निष्पादित करने की अनुमति है एक ऑब्जेक्ट का स्वामी है दूसरा वह समूह है जिससे स्वामी जुड़ा है और तीसरा या अन्य सभी उपयोगकर्ता हैं तो इन सभी मामलों में से प्रत्येक के लिए हम निर्दिष्ट कर सकते हैं कि क्या फ़ाइल को पढ़ा लिखा या निष्पादित किया जा सकता है तो यह सिस्टम में प्रत्येक फ़ाइल के साथ साथ प्रत्येक डायरेक्टरी के लिए भी निर्दिष्ट किया जा सकता है जबकि यह समझ में आता है कि वास्तव में डायरेक्टरी को पढ़ने और लिखने की अनुमति है या डायरेक्टरी पर X अनुमति का एक अलग अर्थ है इसलिए इसका निश्चित रूप से अर्थ है कोई विशेष डायरेक्टरी खोज सकता है तो निश्चित रूप से आप डायरेक्टरी की सामग्री को सूचीबद्ध नहीं कर सकते हैं या डायरेक्टरी की सामग्री नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से आप इन डायरेक्टरी के नाम को देख सकते हैं इन read write execute बिट्स के अलावा जो निर्दिष्ट है वह अन्य जैसे प्रतीकात्मक लिंक डायरेक्टरी फ़ाइलें चिपके बिट्स और इसी तरह के पहलू है अब फाइल व्याख्याकर्ता पर गौर करेंगे एक बार जब आप खुले सिस्टम कॉल का उपयोग करके एक फाइल खोलते हैं जिसमें एक फाइल पथ निर्दिष्ट होता है जिसमें आप उस विशेष फाइल को पढ़ना या लिखना या संलग्न करना चाहते हैं और जो आप प्राप्त करते हैं वह फाइल व्याख्याकर्ता है ध्यान दें कि संपूर्ण सुरक्षा केवल फाइल व्याख्याकर्ता को प्राप्त करने में रहती है तो उदाहरण के लिए एक बार जब आपका खुला सिस्टम कॉल सफलतापूर्वक बनता है या उस फाइल को खोल देता है और आपने उस विशेष फाइल के लिए फाइल व्याख्याकर्ता प्राप्त कर लिया है उसके बाद कोई विशेष परीक्षण उस फाइल पर नहीं किया जाता है आप उस फ़ाइल को बिना किसी अभिगम नियंत्रण परीक्षण के पढ़ और लिख सकते हैं जिसे किया गया है तो इसके आधार पर दो तरीके हैं जिनसे आप एक फाइल व्याख्याकर्ता प्राप्त कर सकते हैं पहला खुला सिस्टम कॉल है जिसके उपयोग करने के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सफलतापूर्वक फाइल व्याख्याकर्ता को आपको देने के पहले अभिगम नियंत्रण अनुमति की जांच की जाती है दूसरा तरीका एक अन्य प्रक्रिया या साझा मेमोरी से फाइल व्याख्याकर्ता को प्राप्त करना है उदाहरण के लिए जब एक प्रक्रिया एक चाइल्ड प्रक्रिया को जन्म देती है तब एक चाइल्ड प्रक्रिया सभी फाइल व्याख्याकर्ता को विरासत में प्राप्त कर सकता है इस प्रकार चाइल्ड प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त एक फाइल व्याख्याकर्ता अपनी प्रक्रिया में एक खुले सिस्टम कॉल से नहीं आता है बल्कि इसे वास्तव में जनक प्रक्रिया से फाइल व्याख्याकर्ता को विरासत में मिला है फाइल व्याख्याकर्ता प्राप्त करने का दूसरा तरीका साझा मेमोरी या सॉकेट्स माध्यम से है तो इसका मतलब यह होगा कि एक प्रक्रिया एक साझा मेमोरी के माध्यम से एक फाइल व्याख्याकर्ता को दूसरी प्रक्रिया में भेज सकती है और इसलिए दूसरी प्रक्रिया तब फाइल को पढ़ या लिख सकती है बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जांच किए तो इस तरह से जो हासिल किया जा सकता है वह यह है कि मैं एक विशेष फाइल बना सकता हूं जो केवल मूल उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध हो लेकिन फिर मैं इस विशेष फाइल को खोल सकता हूं और उस फाइल व्याख्याकर्ता को एक सामान्य उपयोगकर्ता को भेज सकता हूं जो मूल उपयोगकर्ता नहीं है अब यह सामान्य उपयोगकर्ता इस विशेष फ़ाइल को निष्पादित और पढ़ और लिख सकता है तो इस प्रकार जो हासिल किया जाता है वह यह है कि एक सामान्य उपयोगकर्ता उस फ़ाइल को पढ़ या लिख सकता है जो एक मूल द्वारा रखा जाता है तो आइए हम प्रक्रियाओं को देखते हैं एक प्रक्रिया UNIX नामकरण में एक सब्जेक्ट और ओंजेक्ट दोनों है इसलिए एक प्रक्रिया पर जिन कार्यों की अनुमति दी जा सकती है वह एक प्रक्रिया बनाना प्रक्रिया की ह्त्या या एक प्रक्रिया को डीबग करना है तो एक डीबग आमतौर ptrace सिस्टम कॉल से किया जाता है जो एक प्रक्रिया को अन्य प्रक्रिया को देखने और नियंत्रित करने की अनुमति देता है आपके विशिष्ट डीबगर्स जैसे GDB या GDB के सभी अलग अलग रूप आमतौर पर ptrace सिस्टम कॉल breakpoint watch look को विभिन्न मेमोरी स्थान निश्चित करने के लिए रजिस्टर की सामग्री पढ़ने और चाइल्ड प्रक्रिया के लिए इसी तरह के क्रम में उपयोग करते है अनुमतियों के संबंध में जब कोई प्रक्रिया बनाई जाती है तो चाइल्ड प्रक्रिया जनक के समान uid और gid प्राप्त करता है अनिवार्य रूप से चाइल्ड प्रक्रिया जनक की सभी uid और gid विरासत में प्राप्त करता है इसी तरह जब आप ptrace का उपयोग कर रहे हैं तो ptrace उसी uid के साथ अन्य प्रक्रियाओं को डीबग कर सकते हैं इस प्रकार यदि मैं उदाहरण के लिए GDB का उपयोग करता हूं जो आंतरिक रूप से सिस्टम कॉल ptrace का उपयोग करता है तो GDB केवल उन प्रक्रियाओं को डिबग कर सकता है जिनकी समान uid है इसलिए मैं अन्य उपयोगकर्ताओं की प्रक्रिया को डीबग नहीं कर पाऊंगा तो मैं केवल एक प्रक्रिया डीबग कर सकूंगा जो मेरे समान uid के साथ बनाई गई है यह निश्चित रूप से मूल उपयोगकर्ता के लिए सही नहीं है मूल उपयोगकर्ता की सभी प्रक्रियाओं तक पहुंच है और इसलिए सिस्टम में मौजूद हर प्रक्रिया पर GDB चला सकते हैं तो आइए हम एक यूनिक्स प्रणाली में नेटवर्क अनुमतियों को देखते हैं नेटवर्क सॉकेट पर परिचालन की अनुमति में कनेक्ट करना सुनना भेजना और डेटा प्राप्त करना है अब नेटवर्क सॉकेट से संबंधित अनुमतियों के संबंध में अनचाही फाइल या किसी अन्य डिवाइस की तरह नेटवर्क सॉकेट्स uid से संबंधित नहीं हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी वास्तव में एक मशीन से कनेक्ट हो सकता है किसी विशेष व्यक्ति के पास उस मशीन पर एक वैध उपयोगकर्ता खाता विशेष मशीन से कनेक्ट होने के क्रम में आवश्यक नहीं है तो कहने के लिए Webservers के समबन्ध यह महत्वपूर्ण है अब जब हम किसी विशेष मशीन पर एक वेब सर्वर की मेजबानी करते हैं तो कोई भी उपयोगकर्ता वास्तव में किसी विशेष मशीन को करने के लिए कनेक्ट हो सकता है और उस विशेष वेब सर्वर पर पृष्ठों को देख सकता है उस उपयोगकर्ता के पास उस विशेष वेब सर्वर पर लॉगिन करने के लिए वैध होने की आवश्यकता नहीं है इसके आगे कोई भी प्रक्रिया उन पोर्ट को सुन सकती है जो 1024 से अधिक हैं नेटवर्क पोर्ट जो 1024 से कम हैं इसके लिए सुपरउपयोगकर्ता विशेषाधिकारों की आवश्यकता होती है क्योंकि इन पोर्टों ने एक विशेष सिस्टम प्रक्रिया को जोड़ा है जबकि ऐसी प्रक्रियाओं के लिए जो 1024 से अधिक हैं सिस्टम के भीतर की कोई भी प्रक्रिया वास्तव में खुल सकती है और उस पोर्ट को सुन सकती है तो एक बार आपने सफलतापूर्वक एक सॉकेट खोल लिया है तो आगे की जाँच नहीं होती है और इसलिए आप उस सॉकेट के माध्यम से डेटा भेज और प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी भी आगे की जाँच या किसी भी अन्य अनुमतियों के इस प्रकार हम देखते हैं कि वे फ़ाइलों और यूनिक्स प्रणाली की अन्य वस्तुओं की तुलना में नेटवर्क सॉकेट को बहुत अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है हालांकि यूनिक्स अभिगम नियंत्रण प्रक्रिया समझने में काफी आसान है इसे लागू करना काफी आसान है और बहुत लचीलेपन के होते हैं इस तरह में चीजें हो जाती हैं सुरक्षा की बात आते ही यूनिक्स के अभिगम नियंत्रण प्रक्रिया में काफी दिक्कतें आती हैं मुख्य समस्याओं में यह है कि मूल उपयोगकर्ता लगभग कुछ भी कर सकता है तो यह फ़ाइलों को पढ़ और संशोधित या बना सकता है यह किसी भी फाइल को पढ़ सकता है या हटा सकता है या संशोधित कर सकता है यह किसी भी विशेष फाइलों के स्वामी से स्वतंत्र किसी भी फाइल को पढ़ या निष्पादित कर सकता है अब इसके साथ समस्या यह है कि यदि सिस्टम प्रशासक एक अविश्वसनीय है तो इसका मतलब है कि पूरे सिस्टम के गुप्त डेटा को लीक किया जा सकता है आगे अगर मूल उपयोगकर्ता स्वयं उदाहरण के लिए समझौता करता है यदि मूल प्रोग्राम में से एक में बफर अतिप्रवाह भेद्यता है तो उस प्रोग्राम में समझौता हो जाता है और फिर मैलवेयर सिस्टम में मूल अभिगम हो जाता है और इस तरह पूरे सिस्टम से समझौता कर लेता है क्योंकि मैलवेयर सिस्टम की सभी फाइलों को पढ़ और लिख सकता है यूनिक्स अभिगम नियंत्रण प्रक्रिया के साथ एक और समस्या यह है कि यह अत्यधिक भोंडा होता है इसलिए उदाहरण के लिए अधिक जटिल अभिगम नियंत्रण प्रक्रिया जैसे कि X उपयोगकर्ता प्रोग्राम को Y से Z फाइल तक लिखने के लिए चला सकता हैं इस यूनिक्स अभिगम नियंत्रण प्रक्रिया में बहुत आसानी से निर्दिष्ट नहीं है आगे उपयोगकर्ता आसानी से खुद को आरोपों के खिलाफ बचाव नहीं कर सकता है तो हम उदाहरण के लिए कहें कि एक संगठन में काम करने वाला एक सामान्य उपयोगकर्ता है और वह एक विशेष प्रोग्राम चलाता है जिसमें मैलवेयर होता है अब एक मैलवेयर उस सिस्टम से उस विशेष संगठन की सभी फ़ाइलों को हटा देता है जिसमें सभी संवेदनशील फाइलें भी शामिल हैं अब हम वास्तव में उस विशेष घटना के लिए उपयोगकर्ता को दोष नहीं दे सकते क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं की गलती नहीं है मैलवेयर द्वारा फ़ाइलों को हटा दिया गया था और इसलिए ऐसे आरोपों के खिलाफ बचाव करना मुश्किल हो जाता है यूनिक्स स्पेस एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ एक अन्य समस्या यह है कि किसी विशेष फ़ाइल के लिए केवल एक उपयोगकर्ता और एक समूह को निर्दिष्ट किया जा सकता है अक्सर हमें अधिक लचीलेपन की आवश्यकता होती है जहां हम दो उपयोगकर्ताओं को एक विशेष फ़ाइल के लिए चाहते हैं और यह हमेशा यूनिक्स फाइल सिस्टम के साथ संभव नहीं है तो इसलिए मानक यूनिक्स अभिगम नियंत्रण नीतियों के साथ कई मुद्दे हैं और यूनिक्स सिस्टम के कई रूप हैं जो वास्तव में अधिक कठोर उपायों की ओर चले गए हैं तो जैसा कि हम इस व्याख्यान में देखते हैं कि यूनिक्स अभिगम नियंत्रण नीतियों के साथ विभिन्न समस्याएं हैं और इसलिए यूनिक्स विविध स्वरुप वास्तव में सूचना प्रवाह नीतियों के रूप में जानी जाने वाली किसी चीज़ के उपयोग से बहुत बेहतर अभिगम नियंत्रण नीतियों में स्थानांतरित हो गए हैं तो अगले व्याख्यान में हम सूचना प्रवाह नीतियों के बारे में अधिक विवरणों को देखेंगे धन्यवाद